हमने अब तक जो किया है वह वह संस्करण है जिसे हाइजेनबर्ग के दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है जिसे अनिवार्य रूप से हम मैट्रिक्स यांत्रिकी कहते हैं और जैसा कि मंच के छात्रों में से एक ने भी बताया कि यह कुछ सरल समस्याओं के बाद मुश्किल हो जाता है और दूसरा संस्करण नहीं होगा के बारे में श्रोडिंगर का दृष्टिकोण है जो कुछ भी नहीं है लेकिन मैं तरंग यांत्रिकी कहूंगा और इसके कणों को 1 डी श्रोडिंगर समीकरण तरंग फ़ंक्शन के लिए सेंसर से जोड़ा गया है और हमने इसे दो मामलों में हल किया है 22md2xdx2VxxEψ के रूप में लिखा गया है और मैं यहां n को सबस्क्रिप्ट के रूप में यह दिखाने के लिए डालने जा रहा हूं कि ये हैं मैं कार्य कर सकता हूं जो सीमा की स्थिति को संतुष्ट करता है तो सीमा की स्थिति की संतुष्टि आपको आइगन मान ऊर्जा En और संबंधित आइगन फ़ंक्शन देती है तो यह वह दृष्टिकोण है जिसका हम अब आने वाले व्याख्यानों में अनुसरण करने जा रहे हैं और श्रोडिंगर समीकरण को लागू करते हैं कुछ मानक और कुछ गैर मानक तरंगों को हल करते हैं हम उस समस्या को हल करने के लिए संख्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करने जा रहे हैं जिसे हम बहुत सरल से शुरू करने जा रहे हैं समस्याएं और धीरे धीरे कठिनाई स्तर को बढ़ाएं इसलिए अब से हम जिस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वह एक समय आयामी श्रोडिंगर समीकरण का समाधान है और चूंकि मैं साधारण समस्याओं को शुरू कर रहा हूं मैं सममित क्षमता नामक किसी चीज़ से शुरू करूंगा और इसका मतलब यह है कि अगर मैं से जाता हूं सकारात्मक x से ऋणात्मक x क्षमता नहीं बदलती उदाहरण के लिए VxV उदाहरण के लिए यदि मैं एक ऐसी क्षमता लेता हूं जो सरल हार्मोनिक है जो Vx12kx2 है तो यह नकारात्मक अक्ष और सकारात्मक अक्ष के लिए समान है तो यह एक सममित क्षमता है कोई भी क्षमता जिसका y अक्ष के दो किनारों पर बिल्कुल समान मूल्य है एक सममित क्षमता है और केवल सकारात्मक होने की क्षमता तक ही सीमित नहीं है तो मैं अभी कुछ और उदाहरण लिखता हूं इसलिए मैं सममित क्षमता के बारे में बात कर रहा हूं उदाहरण के लिए मैं इस क्षमता को लिख सकता हूं जो कि y अक्ष के दो पक्षों पर फिर से समान है यह भी VxV है यह भी सममित क्षमता है और मैं क्यों हूं अब इन लेखन पर ध्यान केंद्रित करना यह है कि उनके पास एक विशेष लाभ है जो श्रोडिंगर समीकरण को हल करते समय विशेष लाभ प्रदान करते हैं मुझे ऐसी संभावनाओं के लिए श्रोडिंगर समीकरण को देखने दें तो श्रोडिंगर समीकरण यह प्लस VxxEψ है मुझे इसे केवल x0 के लिए लिखने दें x0 के लिए समीकरण इसलिए इस समीकरण से होने जा रहा है माइनस 22md2 xd x2V x xEψ मैंने जो कुछ किया है वह x से x में बदल गया है अब ध्यान रखें कि x2 x स्थानापन्न xy के समान है तो समीकरण 22md2ydy2VyyEψ बन जाते हैं तो यह मूल रूप से महत्वपूर्ण बात आगे और पीछे जा रही है अब यह होने जा रहा है कि जब मैं इस समीकरण को लेता हूं 22md2xdx2VxxEψ और y अक्ष के दूसरी तरफ बदलें तो इसमें कुछ क्षमता है और यहां लिखने के बजाय मैं दूसरे पक्ष के लिए समीकरण लिखना चाहता हूं यह 22m होने जा रहा है मैं यहां केवल d x2 प्लस V x xEψ पर संकेत x ऋण चिह्न बदल सकता हूं यह V के समान है इसलिए चूंकि V दोनों तरफ समान है इसलिए समीकरण का हल अलग अलग नहीं हो सकता है V और V एक ही हैं तो सोचें कि कार्य के समान ही संख्या होगी इसलिए x के फलन के रूप में हम ठीक वही संख्या देते हैं जो x का फलन है इसलिए समाधान भिन्न नहीं हो सकते इस पर स्थिर से भिन्न हो सकते हैं तो ψ ±ψ होने जा रहा है मैं उस स्थिरांक को एक होने के लिए चुनता हूं भले ही मैं कुछ स्थिर सीआई ले लूं हमेशा यह ले सकता हूं कि स्थिरांक से गुणा करने से वास्तव में यह समाधान नहीं बदलता है महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि V और V अन्य समान हैं तो जिस तरह से समाधान दाईं ओर x के कार्य के रूप में विकसित होता है तो मैं इसे काले रंग में दिखाता हूं कि यह समाधान सीमा की स्थिति से कैसे विकसित होगा यहां 0 से दाएं हाथ की तरफ बाएं हाथ की तरफ ठीक उसी तरह विकसित होगा और इसलिए दो समाधान बदले जा रहे हैं केवल या 1 के गुणनखंड से तो यह सममित क्षमता के लिए तरंग फ़ंक्शन का एक महत्वपूर्ण गुण है जिसका मैं उपयोग करने जा रहा हूं तो श्रोडिंगर समीकरण को हल करने में मैं एक फ़ंक्शन क्षमता में कण का पहला उदाहरण लेता हूं और इसका मतलब यह है कि संभावित x V0δ यह संभावित कैसा दिखता है यह क्षमता इस तरह दिखने वाली है अगर यह x अक्ष है यह y अक्ष है तो यह 0 पर बहुत गहरा होने वाला है वास्तव में ∞ और 0 पर जा रहा है और यह एक संभावित का प्रतिनिधित्व हो सकता है जो बहुत गहरी है और शास्त्रीय रूप से बहुत छोटी चौड़ाई है कि क्या यह एक बाध्य राज्य बन सकता है या नहीं हम नहीं जानते लेकिन क्वांटम यांत्रिक रूप से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यह किसी राज्य को वहन कर सकता है तो इस क्षमता के लिए एक बाध्य स्थिति है उस बाध्य अवस्था से हमारा क्या तात्पर्य है इसका मतलब है कि कुल ऊर्जा E 0 से कम होने वाली है कण फ़ंक्शन के पास बाध्य होने वाला है आइए देखें कि यह कैसे बाध्य है तो इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण 22md2xdx2 V0xxEψ और क्या है इसका मतलब है कि अगर x≠0 है तो मेरे पास 22md2xdx2Eψ है और इसका मतलब है Eψ क्योंकि E0 और x0 पर क्या होगा मैं आपको एक मिनट में दिखाता हूं तो x ≠0 के लिए मेरे पास 22m है मुझे यह लिखने दें कि यह दूसरे व्युत्पन्न x बराबर E के लिए दोहरा अभाज्य है और इसलिए 2mE2ψ0 यह एक सकारात्मक मात्रा है और इसलिए आप तुरंत समाधान लिख सकते हैं तोxe2mE2xor e 2mE2x वह समाधान है क्योंकि यह बाध्य अवस्था है मुझे फिर से क्षमता बनाने दें तो कि यह तुम मेरे को जानते हो हम क्षमता के लिए जो हल कर रहे हैं वह यहीं है बहुत गहरा है ∞ यह V0δ है और 0 हर जगह है क्योंकि ψ बाध्य अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है इसका मतलब है कि वेव फंक्शनψ को 0 के रूप में जाना चाहिए x→±∞ इसका मतलब है कि कण को क्षमता से बहुत दूर परिमित करने की लगभग 0 संभावना है और इसका तुरंत मतलब है कि ψ x0 के लिए e2mE2x होने जा रहा है कुछ स्थिर A के साथ सामने और x0 कुछ स्थिर Be 2mE2x होने जा रहा है मैंने जानबूझकर इन स्थिरांक को चुना है अलग हो क्योंकि मैं कोई बात नहीं करना चाहता तो इस मामले में कि हम एक क्षमता V0δ क्षमता पर विचार कर रहे हैं ये समाधान हैं xx0Ae2mE2xऔर xx0Be 2mE2x सीमा स्थितियों के बारे में क्या x→±∞0 स्वचालित रूप से है संतुष्ट अब हमने x0 और x0 के लिए हल लिखा है कि x0 पर क्या समीकरण है याद कीजिए कि हमने श्रोडिंगर समीकरण 1 ψ के समाधान से क्या मांगा था निरंतर हो और इसका मतलब है x 0 मान दोनों तरफ से समान होना चाहिए अब यदि आप समाधान ψx0 को देखें यदि आप बाईं ओर से आते हैं जो कि x0 है तो यह A और x0B है यदि आप दाईं ओर से आते हैं तो मैं इसे निरूपित करूंगा मैं ऊपरी 1 को 0 0 के रूप में लिखूंगा और दोनों समान होने चाहिए और इसका मतलब ए बी संख्या 2 है हमने मांग की थी कि जो कि एक्स के संबंध में व्युत्पन्न है परिमित क्षमता के लिए निरंतर हो अब इस मामले में एक विशेष मामला है कि हम क्षमता के साथ काम कर रहे हैं x 0 पर सीमित नहीं है यह ∞ पर जाता है इसलिए इस स्थिति को किसी अन्य शर्त से बदलना होगा और हम अब ऐसा करेंगे तो दूसरी शर्त जो निरंतर है इसे किसी और चीज़ से बदलने जा रहा है और देखते हैं कि इसे कैसे बदला जाता है हमारे पास श्रोडिंगर समीकरण 22md2xdx2 V0xxEψ है चूँकि असंततता x 0 पर है मुझे इस समीकरण को x के संबंध में 0 से 0 तक एकीकृत करने दें इसका क्या अर्थ है सचित्र रूप से यदि यह क्षमता है V0δ मैं थोड़ा बाएं से थोड़ा दाएं से एकीकृत कर रहा हूं मैं यहां हरे रंग से दिखाए गए इस अंतराल में एकीकृत कर रहा हूं इसका मतलब है इसमेंफंक्शन शामिल है और ध्यान रखें कि 0 0x1कोई भी फ़ंक्शन 0 0fδxf तो इसलिए मुझे समीकरण माइनस 22m से क्या मिलता है जब d2xdx2 को एकीकृत किया जाता है तो मुझे dψxdx मिलता है और यह 0 से 0 से V0xψ के बराबर है E योग छोटा अंतराल है जिसे मैं 0 0 ψ के रूप में लिख सकता हूं जैसे जैसे अंतराल छोटा और छोटा होता जाता है दाहिने हाथ की ओर 0 पर जा रहा है इसलिए अब मैं केवल एक ही निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि 22m0 0 V0ψ तो फंक्शन है अगर फंक्शन नहीं होता तो जारी रहता लेकिन फंक्शन के कारण में एक असंतुलन होता है और यही ऊर्जा को जानने की ओर ले जाता है तो चलिए अब इसे लिखते हैं तो 0 पर सीमा की स्थिति अब 22m0 0 V0ψ है अब ψx0 e 2mE2x के अलावा और कुछ नहीं है और इसलिए एक कारक A भी x0 A2mE2e 2mE2x औरx0Ae2mE2x और x02mE2Ae2mE2x है तो इसका तुरंत तात्पर्य यह है कि 0 A2mE 2 निचला पक्ष तुरंत दर्शाता है कि 0 A2mE2 और ψ निश्चित रूप से A है इसलिए यदि मैं इसे नीले समीकरण के ऊपर समीकरण में प्रतिस्थापित करता हूं तो मुझे 22m 2mE2AV0A मिलता है यह A भी यहाँ तैर रहा है और हम इसे रद्द कर देते हैं और मुझे 2mE2mV022 भी रद्द हो जाता है तो यह m2V024 के बराबर है तो मेरे पास सीमा की स्थिति 2mE2m2V024 से है हम फिर से इस संदर्भ में रद्द कर सकते हैं कि इससे मुझे 2 एक m रद्द हो जाता है और इसलिए मुझे EmV022ℏ2 या ऊर्जा E E mV022ℏ2 मिलती है वेव फंक्शन वेव फंक्शन को कैसे देखता है अगर मैं इसे प्लॉट करता हूं और एक्स अक्ष पर दाहिने हाथ की ओर तेजी से क्षय हो रहा है बाएं हाथ की तरफ तेजी से क्षय हो रहा है dψdx x 0 पर बंद है और ऊर्जा E mV022ℏ2 है फंक्शन पोटेंशियल में घूमने वाले एक कण के लिए समाधान आप देख सकते हैं कि यह बंधा हुआ है और इसमें ऊर्जा थोड़ी नकारात्मक है इसलिए यह बाध्य है और वेव फंक्शन दोनों तरफ तेजी से क्षय हो रहा है इस क्षमता में कोई अन्य बाध्य राज्य नहीं हैं तो इसके लिए यह उत्तर है यदि आप तरंग फ़ंक्शन को सही तरीके से सामान्य करना चाहते हैं तो आपको अब देखना होगा कि तरंग फलन ψ की गणना की जाती है मुझे इसे 1 ब्रैकेट ई में लिखने दें Ae 2mE2xx0 Ae2mE2x या x0 A अभी तक तय नहीं है यदि आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे हम ∞x2dx लेंगे जो मुझे कुछ A2 गुना योग स्थिरांक देगा और इसे 1 के बराबर तय करेगा और यह तरंग फ़ंक्शन को सामान्य करेगा और अंतराल में कहीं भी कण खोजने की कुल संभावना देगा ∞x∞ 1 के बराबर होने के लिए तो मेरे पास सामान्यीकृत तरंग कार्य है तो यह एक बहुत ही सरल समस्या है जिसके लिए सामान्यीकृत तरंग 2 होगी तो मैं उदाहरण 2 लेता हूं तो इस 2 सप्ताह को सामान्य बनाने का तरीका कार्य तो इस मामले में मेरे पास एक्स अक्ष है यह x 0 है और 2 समस्या को सरल बनाते हैं मैं क्या करूँगा मैं फंक्शन को सममित रूप से x 0 के बारे में रखूंगा और दोनों समान हैं V0δ और यह घटा V0δxa होगा तो फिर से क्षमता सममित है V xVx और इसलिए इस मामले में समाधान या तो सममित या विरोधी सममित होने वाला है तो ऐसा होता है कि हमें दो बाध्य अवस्थाएँ मिलती हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे तो श्रोडिंगर समीकरण 22md2dx2 V0xaψ V0x aψEψहै x≠a या x≠ a के लिए एक साथ समीकरण 22mEψ है जो ψ है तो मैं फिर से जो समीकरण हल कर रहा हूं वह है 22m ψ या 2mEψ0 तो समाधान फिर से हैं e2mE2x या e 2mE2x या दोनों का एक रैखिक संयोजन अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप इस रैखिक संयोजन को कैसे बनाते हैं यदि आप एक विस्तृत अभ्यास करते हैं तो भी आपको ठीक वही उत्तर मिलेगा तो यह मेरी एक्स अक्ष है क्षमता सममित है V0δxa V0δ अब ऊपर की तरफ वेव फंक्शन को न देखें ये पोटेंशियल माइनस V0δxa V0δ हैं और दायीं तरफ पोटेंशियल का तेजी से क्षय होना है e 2mE2x तो x धनात्मक पक्ष पर समाधान में बाईं ओर x घातांक की ऋणात्मक शक्ति है समाधान को फिर से क्षय करना पड़ता है क्योंकि I के बीच की बाध्य स्थिति में या तो सममित या विरोधी सममित समाधान होने जा रहे हैं सममित समाधान दो के साथ रैखिक संयोजन होगा और मैं नीचे की तरफ विरोधी सममित समाधान दिखाता हूं और वह समाधान एक तरफ क्षय होगा और विरोधी सममित समाधान को 0 से 0 तक जाना होगा इसे 0 पर 0 होना चाहिए और दूसरी तरफ स्पष्टीकरण देना होगा यह e 2mE2x है यह e2mE2x है और इसके बीच में एक सममित विरोधी संयोजन है सममित संयोजन ee होने जा रहा है जो कि cosh x के अलावा और कुछ नहीं है और निचला मामला यह एक विरोधी सममित संयोजन होने जा रहा है तो e e होने जा रहा है और यह sinh 2mE2x होने जा रहा है इसलिए मैं आपको समरूपता के आधार पर एक गुणात्मक तर्क देता हूं कि तरंग फ़ंक्शन कैसा दिखना चाहिए इन दो समाधानों के रैखिक संयोजन सममित और विरोधी सममित तरंग फ़ंक्शन के लिए क्या होंगे तो पहली स्थिति मेंxψ और दूसरी स्थिति में xψ यह समरूपता के आधार पर एक गुणात्मक तर्क है यदि आप इसे गणितीय रूप से करते हैं तो आप क्या कहेंगे xAe 2mE2x xa xBe 2mE2xCe2mE2x x के बीच a और a और xDe2mE2xfor x a के लिए x ए और फिर सीमा की स्थिति का मिलान करें कि सीमा पर निरंतर रहें और इसी तरह और फिर आपको समाधान मिल जाएगा अब मैं आपको ऊर्जा और आइगन फंक्शन वास्तव में आइगन फंक्शन खोजने के लिए एक असाइनमेंट समस्या के रूप में असाइन कर रहा हूं जो मैंने पहले से ही एक डबल डेल्टा फ़ंक्शन में संभावित रूप से चलने वाले कण के लिए लिखा है इस समस्या का महत्व यह है कि एक एकल डेल्टा फ़ंक्शन एक परमाणु की तरह है और एक डबल डेल्टा फ़ंक्शन एक अणु की तरह है और इस मामले में आप पाएंगे कि सममित में परमाणु की तुलना में कम ऊर्जा होती है इसलिए यही कारण है कि अणु जो बनते हैं और विरोधी सममित होते हैं उनमें परमाणु से अधिक ऊर्जा होती है और अनंत की ओर बढ़ने पर दोनों ऊर्जाएं परमाणु के बराबर हो जाती हैं तो मैं इस व्याख्यान को यह कहकर समाप्त करता हूं कि हमने VxV क्षमता 2 के लिए ψ की प्रकृति को देखा है हमने एक फ़ंक्शन क्षमता में चलने वाले कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल किया है और तीसरा हम आधा हल किया है और मैं आपको एक डबल फंक्शन संभावित रूप से चलने वाले कण के लिए असाइनमेंट के रूप में आराम दूंगा